सभी को नमस्कार सभी का इस मॉड्यूल में स्वागत है यह वह लेक्चर सीरीज है जहां हम ओसीलेटर के बारे में पढ़ रहे हैं तो अब तक हमने यह देखा है कि ओसीलेटर क्या है और फिर हमने देखा कि ऑपरेशनल एमप्लीफायर को ओसीलेटर के तौर पर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं फिर हमने विभिन्न तरीके के ओसीलेटरस देखें और उनके क्राइटेरिया भी देखें है क्राइटेरिया क्या है आउटपुट वोल्टेज जो हम वापस देते हैं फीडबैक नेटवर्क के माध्यम से ओसीलेटर के इनपुट को उसका फेस शिफ्ट 00 होना चाहिए दूसरा कंडीशन यह है कि गेन और फीडबैक फैक्टर बीटा 1 के बराबर या उससे ज्यादा होना चाहिए शुरुआत में हम उसे 1 से ज्यादा रखते हैं ओसीलेशन को शुरू करने के लिए और फिर हम उसे 1 के बराबर कर देते हैं ओसीलेशन को बनाए रखने सस्टेन sustain के लिए फिर हमने R और C का उपयोग देखा तो फीडबैक नेटवर्क में रेसिस्टर और कैपेसिटर के इस्तेमाल से हम फेस शिफ्ट ओसीलेटर का डिजाइन कर सकते हैं फिर हमने देखा कि कुछ ऐसी केसेस भी है जहां ओसीलेटर में इस्तेमाल करने वाले एंपलीफायर हमें कोई फेस शिफ्ट नहीं देता है इसका मतलब यह कि एंपलीफायर का आउटपुट इनपुट से इन फेस है इस केस में वहीं फेस ओसीलेटर के इनपुट को जाएगा फीडबैक नेटवर्क के द्वारा तो फीडबैक नेटवर्क में कोई फेस शिफ्ट नहीं होना चाहिए व्हेन ब्रिज ओसीलेटर का एक केस था और यह RC ओसीलेटरस वह ओसीलेटरस है जो हम लोअर फ्रीक्वेंसी में इस्तेमाल करते हैं हायर फ्रिकवेंसी के लिए हमें वह ओसीलेटरस का इस्तेमाल करना होगा जो L याने की इंडक्टर और C याने की कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं तो यह वह ओसीलेटरस है जो L और C को रिएक्टेंस या रिएक्टिव कंपोनेंट के तरह इस्तेमाल करते हैं फिर हमने देखा कि कैसे L और C ओसीलेटरस याने की टेंक ओसीलेटरस का इस्तेमाल कर सकते हैं ओसीलेटरी सिग्नल को जनरेट करने के लिए टेंक सर्किट के लिए हमने देखा है कि कैसे पहले हम एक कंडीशन लेते हैं जहां कैपेसिटर चार्जड है फिर वह डिस्चार्ज होता है जब हम एक इंडक्टर को कनेक्ट करते हैं फिर वह इंडक्टर मैग्नेटिकली चार्ज होता है और फिर वह वापस कैपेसिटर में डिस्चार्ज होता है C को ऑपोजिट पोलैरिटी से चार्ज करते हुए यह ऑपोजिट पोलैरिटी लेंज लॉ के वजह से होता है जो हमने LC ओसीलेटरस के केस में पहले देखा है फिर जैसे ही हमें L और C को फीडबैक नेटवर्क में कैसे इस्तेमाल करते हैं वह समझा फिर हमने दो तरीके के ओसीलेटरस को डिजाइन किया पहला वाला हार्टली ओसीलेटर और दूसरा वाला कॉलपिट्स ओसीलेटर था अब यदि आपको ट्रिक याद हो यह समझने के लिए की कितने कैपेसिटरस और कितने इंडक्टरस हमें इस्तेमाल करने हैं इन ओसीलेटरस में तो आपने देखा है कि कॉलपिट्स ओसीलेटर हम आसानी से यह कह सकते हैं कि 2 कैपेसिटरस और 1 इंडक्टर का इस्तेमाल होता है और हार्टली ओसीलेटर में 2 इंडक्टरस और 1 कैपेसिटर का इस्तेमाल होता है फिर हमने कुछ उदाहरण देखें थे तो अब हम एक दूसरे तरीके के ओसीलेटर के बारे में देखेंगे जिसे हम क्रिस्टल ओसीलेटर कहते हैं तो क्रिस्टल ओसीलेटर मैं जाने से पहले एक प्रॉपर्टी है जिसे हम पीजोइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं तो आप को समझना होगा कि पीजोइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी असल में क्या है क्योंकि काफी कंफ्यूजन रहता है जब मैं किसी छात्र को पूछता हूं कि पीजो रेसिस्टर क्या है तो उसका डेफिनिशन पीजोइलेक्ट्रिक का देते हैं और जब मैं पूछता हूं की पीजोइलेक्ट्रिक क्या है तब वह पीजो रेसिस्टर के बारे में बताते है तो कन्फ्यूजन में मत रहना पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल वह क्रिस्टल है जिसमें यदि हम प्रेशर लगाते हैं तो वोल्टेज में चेंज होता है कुछ क्रिस्टलस पीजोइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी दिखाते हैं प्रेशर लगाने पर उनमें वोल्टेज चेंज होता है दूसरा है पीजो रेसिस्टीव जिसमें फोर्स या प्रेशर लगाने पर रेजिस्टेंस में चेंज होता है तो पीजो रेसिस्टीव मटेरियल में रेजिस्टेंस चेंज होता है तो अब क्रिस्टल ओसीलेटर एक इलेक्ट्रॉनिक ओसीलेटर सर्किट है जो पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल के वाइब्रेटिंग क्रिस्टल के मैकेनिकल रेजोनेंस का इस्तेमाल करते हैं प्रीसाइज फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रिक सिग्नल जेनरेट करने के लिए तो हम यह क्रिस्टल का इस्तेमाल करेंगे और इस क्रिस्टल का आउटपुट जो कि एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उसे लेंगे हम यह कह सकते हैं कि इस क्रिस्टल का जो मैकेनिकल रेजोनेंस है उसके कारण यह वोल्टेज जनरेट हुआ है तो प्रेशर लगाने पर यह मेकैनिकली कैसे रेजोनेट होता है जब हम थोड़ा प्रेशर लगाते हैं तो वह रेसोनेट करने को शुरू करता है इस रेजोनेंस को पीजों इलेक्ट्रिक मेटीरियल का जो वाइब्रेटिंग क्रिस्टल है वह पकड़ लेता है और फिर इलेक्ट्रिक सिग्नल में चेंज होता है हर क्रिस्टल का अपना फ्रीक्वेंसी होता है और ज्यादा स्टेबिलिटी इम्पलाई करता है फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखने में तो हर क्रिस्टल का अपना फ्रीक्वेंसी होता है और वह एक स्टेबल फ्रिकवेंसी रिस्पांस को होल्ड कर सकता है जोकि प्रेफर किया जाता है ज्यादा फ्रिकवेंसी स्टेबिलिटी के लिए तो जब हमें एक स्टेबल औसीलेटर को डिजाइन करना होता है तो क्रिस्टल औसीलेटरस को दूसरे औसीलेटर के मुकाबले में प्रेफर किया जाता है जब हम प्रेशर लगाते हैं तो क्रिस्टल डीफॉर्म होता है आप देख सकते हैं यह मुंव कर रहा है स्लाइड को देखिए जब हम मैकेनिकल प्रेशर लगाते हैं तो वोल्टेज में चेंज होता है यदि आप इस मीटर को देखें तो प्रेशर लगाने पर वोल्टेज बढ़ता है प्रेशर निकालने पर वोल्टेज वापस आ जाता है तो प्रेशर लगाने पर वोल्टेज या सिग्नल में चेंज होता है क्रिस्टल के फेसस के अक्रॉस प्रेशर लगाने पर या मैकेनिकल फोर्स लगाने पर क्रिस्टल वाइब्रेट करता है और एक AC वोल्टेज जेनरेट होता है इसके विपरीत यदि क्रिस्टल पर AC वोल्टेज लगाए तो वह वाइब्रेट करता है जिसके कारण क्रिस्टल में मैकेनिकल डिस्टॉर्शन होता है अब जब मैं क्रिस्टल औसीलेटर के बारे में बात करता हूं हमें यह समझना होगा की क्रिस्टल के प्रकार कौन से हैं और किस प्रकार के क्रिस्टल का इस्तेमाल हमें करना होगा तो जब हम क्रिस्टल के प्रकार की बात करें सबसे पहला प्रकार है नेचुरली ओकरिंग क्रिस्टल और दूसरा प्रकार है सिंथेटिकली ओकरिंग क्रिस्टल तो रौशैल सॉल्ट का सबसे ज्यादा पीजों इलेक्ट्रिक एक्टिविटी है पर वह मेकैनिकली सबसे ज्यादा कमजोर है सबसे ज्यादा पीजों इलेक्ट्रिक एक्टिविटी का मतलब यह की मैकेनिकल प्रेशर में हल्का सा भी चेंज होने पर आउटपुट वोल्टेज पर बहुत ज्यादा चेंज होता है पर वह मेकैनिकली सबसे ज्यादा कमजोर है तो वह मेकैनिकली काफी कमजोर है और वह मजबूत नहीं है ज्यादा मैकेनिकल प्रेशर सहन करने के लिए जिसके कारण ज्यादातर वक्त उसे माइक्रोफोन में इस्तेमाल किया जाता है तो अब मैं यह कह सकता हूं कि यदि मुझे एक वोल्टेज जनरेट करना हो प्रेशर लगाने पर और वह सेंसिटिव भी हो तो हम रौशैल सॉल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं अब हम एक दूसरा क्रिस्टल देखेंगे जिसका नाम टूरमैलीन है इस क्रिस्टल में सबसे कम पीजों इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट है पर वह मेकैनिकली सबसे ज्यादा मजबूत है वह काफी महंगा है अब हम तीसरा क्रिस्टल देखेंगे जिसे क्वार्ट्ज कहते हैं क्वार्ट्ज रौशैल सॉल्ट और टूरमैलीन के बीच का एक कंप्रोमाइज क्रिस्टल है वह काफी आसानी से मिलता है और उसे आमतौर पर हम औसीलेटर में इस्तेमाल करते हैं तो सोचिए कि इन क्वार्ट्ज क्रिस्टल ओसीलेटरस को कहां इस्तेमाल करते हैं इनके एप्लीकेशंस क्या है वॉच क्या करता है क्या क्रिस्टल ऑस्किलेटर वॉच में मौजूद है अब हम सिंथेटिकली ओकरिंग क्रिस्टल के बारे में देखेंगे इसके उदाहरण है लिथियम टेंटलाइट गैलियम फॉस्फेट लहंगासाइट तो यह सारे सिंथेटिकली ओकरिंग क्रिस्टलस है तो अब हम देखेंगे कि क्रिस्टल ऑसीलेटर को कैसे डिजाइन कर सकते हैं तो यहां जो हम देख रहे हैं वह ट्यून्ड सर्किट ओसीलेटर है जोकि पीजोंइलेक्ट्रिक क्रिस्टल का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने रेजोनेंट टैंक के तौर पर क्वार्ट्ज का जो नेचुरल हेक्सागोनल शेप है उसे हम कट करते हैं रैक्टेंगुलर शेप में तो हम क्वार्ट्ज क्रिस्टल का हेक्सागोनल शेप को रैक्टेंगुलर स्लैब में कट करते हैं क्रिस्टल ओसीलेटर बनाने के लिए अब यह क्लियर क्रिस्टल को हम रखते हैं या माउंट करते हैं 2 मेटल प्लेटस के बीच में जब वह ऑपरेट नहीं कर रहा है तो वह केपेसिटेंस के इक्विवेलेंट है उसके मैकेनिकल माउंटिंग के कारण क्योंकि वहां एक कंडक्टिंग प्लेट है जो कि ऑपरेट नहीं कर रहा है तो वह 2 कंडक्टिंग प्लेटस है जो कि डाइलेक्ट्रिक मैटेरियल से सेपरेट किया गया है अब वाइब्रेशन होने पर क्रिस्टल का इंटरनल फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन मास इंडिकेट करता है इनअर्शिया और कुछ स्टीफनेस को जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपेसिटेंस C से तो वाइब्रेशन होने पर हमारे पास यह 3 कंपोनेंट्स होंगे R L और C जो आप यहां देख रहे हैं जब यह ऑपरेट नहीं करता है तब यह केवल एक कैपेसिटर के समान है पर जब यह ऑपरेट करता है तब रेजिस्टेंस रहेगा इंटरनल फ्रिक्शनल वाइब्रेशन के कारण L रहेगा क्रिस्टल का मास जोकि इनअर्शिया को इंडिकेट करता है और कुछ स्टीफनेस जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं C से ये RLC पिक्चर में आ जाता है अब RLC एक रिजोनेटिंग सर्किट बनता है फ्रीक्वेंसी Fr एनालाइज करने के लिए तो हमने क्या समझा है कि जब क्रिस्टल ऑसीलेटर या फिर एक ट्यून्ड सर्किट फंक्शनल नहीं है तब वह एक कैपेसिटेंस के तौर पर एक्ट करता है और जब वह फंक्शनल होता है यानी कि जब वह वाइब्रेट करता है तो उसके इक्विवेलेंट में R L और C रहेगा तो हायर फ्रिकवेंसी के लिए थिकनस कम होना चाहिए जो उसे मेकैनिकली कमजोर कर देता है इसलिए ऐसे ऑसीलेटर्स का लिमिटिंग रेंज 200 हर्ट्ज़ से लेकर 300 किलो हर्ट्ज़ तक रहेगा तो इस तरीके से हम क्रिस्टल ऑसीलेटर का फ्रीक्वेंसी पता करते हैं और वह थिकनस पर निर्भर रहता है केवल समझने के लिए हम उसे काफी पतला नहीं कर सकते नहीं तो वह मेकैनिकली काफी कमजोर होगा हमें हमारा रेंज ऑफ ऑसीलेशन को 200 या 300 किलो हर्ट्ज़ तक सीमित रखना होगा अब हम एक दूसरी चीज देखेंगे जैसे ही रेजोनेंट कंडीशन हो जाता है सीरीज RLC लेग का रिएक्टेंस का मूल्य Xl जो कि 2XC के इक्वल रहेगा तो जब यह कंडीशन होता है तो रेजोनेंस होना शुरू होगा इस कंडीशन में इंपेडेंस मिनिमम रहता है जिसका वैल्यू रेजिस्टेंस R है इसलिए रेजिस्टेंस सीरीज रेजोनेंस फ्रिकवेंसी पहले दिए गए रिजोनेंट फ्रिकवेंसी के समान ही रहता है तो यह क्या कहता है यह कि एक बार रेजोनेंस कंडीशन हो जाए तो Xl का मूल्य Xc के बराबर हो जाएगा जिस केस में इंपेडेंस R मिनिमम रहेगा तो इसलिए सीरीज रेजोनेंस फ्रिकवेंसी D के इक्वल है रेजोनेंस फ्रिकवेंसी के इक्वल है इसलिए सीरीज रेजोनेंट फ्रिकवेंसी वही है जो हमने पहले देखा था यदि पैरेलल रेजोनेंस या फिर एंटी रेजोनेंस कंडीशन हो जाए तो क्या उसका क्या मतलब है दूसरा रिएक्टेंट्स कंडीशन तब आता है जब सीरीज रिजोनेंट लेग का रिएक्टेंस माउंटिंग कैपेसिटर Cm के रिएक्टेंस इक्वल हो जाता है यदि आप यहां देखें तो वहां एक माउंटिंग कैपेसिटर Cm है स्लाइड 1653 को रेफर करिए जब रिजोनेंट शुरू होता है तो उसका Xl Xc से इक्वल हो जाता है पर यदि रिएक्टेंस कंडीशन तब हो जाए जब सीरीज रिजोनेंस लेग का रिएक्टेंस माउंटिंग कैपेसिटर के रिएक्टेंस इक्वल है तो क्या होगा इसका मतलब है इन सीरीज कंपोनेंट के कारण होने वाले रिएक्टेंस माउंटिंग कैपेसिटर के इक्वल है तो सीरीज रिजोनेंस फ्रिकवेंसी में स्लाइड में देखे जाने वाले ग्राफ को रेफर करिए आप देख सकते हैं आउटपुट इंपेडेंस को y एक्सेस में रखा है और पैरेलल रिजोनेंस फ्रिकवेंसी को x एक्सेस में रखा है तो यहां जब आप देखते हैं यह क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी है जब वह सीरीज में है fs के जैसे और यह रेजोनेंस के कारण इंपेडेंस कम होता है फिर जब वह पैरेलल रेसोनेंस में है जो किfp है वह फिर से पीक पर पहुंचता है और फिर से वह गिरने लगता है तो इस तरीके से यह ओसीलेशन होता है यह केवल एक रिप्रेजेंटेशन है की आउटपुट इंपेडेंस किस तरीके से रहेगा जब वह सीरीज रिजोनेंस में है और जब वह पैरेलल रिजोनेंस में रहता है यदि आप स्टेबिलिटी की बात करें तो क्रिस्टल का फ्रीक्वेंसी समय के हिसाब से थोड़ा सा चेंज होने लगता है टेंपरेचर एजिंग इत्यादि के कारण अब दूसरा पॉइंट है कि जब हम एक क्रिस्टल का इस्तेमाल करते हैं तो उसका एक लाइफ टाइम होता है तो जब वह टाइम बढ़ता है या टेंपरेचर चेंज होता है या फिर जब एजिंग होता है समय के हिसाब से तो क्रिस्टल्स crystals के जो फ्रीक्वेंसी है वह थोड़ा सा चेंज होने लगता है तो टेंपरेचर स्टेबिलिटी यह है कि फ्रीक्वेंसी में जो चेंज होता है टेंपरेचर के हर डिग्री के चेंज के अनुसार जो कि हर्ट्ज़ या फिर मेगा हर्ट्ज़ पर डिग्री सेंटीग्रेड तो टेंपरेचर में पर डिग्री सेंटीग्रेड के चेंज से फ्रीक्वेंसी 10 या 12 हर्ट्ज़ से चेंज होता है मेगा हर्ट्ज़ में यह काफी कम है क्योंकि हम मेगा हर्ट्ज़ की बात कर रहे हैं मेगा हर्ट्ज़ में यदि 10 या 12 हर्ट्ज़ का चेंज होता है तो वह चेंज काफी कम है यह चेंज 0201 परसेंट या 01 परसेंट होगा जो कि काफी कम है तो इसलिए यदि 10 से 12 हर्ट्ज़ चेंज होता है मेगा हर्ट्ज़ के रेंज में 1 मिनट में टेंपरेचर का यह चेंज फ्रीक्वेंसी को कुछ खास तरीके से चेंज नहीं करेगा इसलिए हम कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी का जो चेंज है टेंपरेचर के कारण वह काफी कम है सारे प्रैक्टिकल परपस के लिए हम उसे कांस्टेंट ही मानेंगे पर यदि यह चेंज भी मंजूर ना हो तो हमें क्रिस्टल को एक बॉक्स में रखना होगा जिस का टेंपरेचर कांस्टेंट रखा है जिस बॉक्स को हम कांस्टेंट टेंपरेचर ओवन या कांस्टेंट टेंपरेचर बॉक्स ऐसे कहते तो कुछ कैसेस में हल्का सा भी टेंपरेचर का चेंज फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा चेंज कर देता है जो कि 10 से 12 हर्ट्ज़ है 1 डिग्री के लिए तो 2 डिग्री के लिए वह 24 हर्ट्ज़ होगा 3 डिग्री के लिए वह 36 हर्ट्ज़ होगा और ऐसे ही चलते जाएगा पर यदि फ्रीक्वेंसी का यह चेंज मंजूर ना हो कुछ सर्किट के लिए जहां हमें ऐसे क्रिस्टल चाहिए जो कि एग्जैक्ट स्टेबल फ्रीक्वेंसी देता हो और उसमें टेंपरेचर का कोई इफेक्ट नहीं हो तो हमें क्रिस्टल को एक बॉक्स में रखना होगा जिसे हम कांस्टेंट टेंपरेचर बॉक्स या फिर कांस्टेंट टेंपरेचर ओवन कहते हैं जब मैं लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के बारे में बात करता हूं तो जो हम देखते हैं वह बेसिकली क्रिस्टल मेटीरियल के एजिंग के कारण होता है क्वार्ट्ज क्रिस्टल का एजिंग रेट 2 into 10 8 प्रति वर्ष है यह भी काफी कम है 2 into 10 8 प्रतिवर्ष बहुत ही कम है तो इसी कारण इसकी जो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी है वह काफी अच्छी है शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी क्वार्ट्ज क्रिस्टल में टाइम के हिसाब से होने वाले फ्रीक्वेंसी ड्रिफ्ट को कहते हैं जोकि 1 part in 106 से भी कम है जो कि 00001 प्रतिदिन है यह भी काफी कम है मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था पिछले स्लाइड में की वॉच में क्या रहता है उसका उत्तर मैंने इस स्लाइड में दिया है तो आप यहां देखते हैं की ओवरऑल क्रिस्टल का फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी काफी अच्छा है इसी कारण उसका इस्तेमाल कंप्यूटरस काउंटरस इलेक्ट्रॉनिक रिस्ट वॉच के बेसिक टाइमिंग डिवाइसस इत्यादि में इस्तेमाल किया जाता है तो अब आप जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी काफी महत्वपूर्ण है जब हम ओसीलेटर के बारे में बात करते हैं और खासकर क्रिस्टल्स के बारे में क्रिस्टल इतना स्टेबल है की उसे काफी एप्लीकेशन में इस्तेमाल किया जाता है जैसे कि कंप्यूटरस काउंटरस डिजिटल रिस्ट वॉच के बेसिक टाइमिंग डिवाइसस तो यह सारी क्रिस्टल के एप्लीकेशनस है तो अब क्योंकि हम समझ चुके हैं कि Fs Cequivalent Fp के इक्वेश्चन क्या है तो अब हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं प्रॉब्लम यह है कि एक क्रिस्टल है जिसका इंडक्टर L का वैल्यू 2 हेनरी है C का वैल्यू 001 पिको फेरेड है और R का वैल्यू 2 किलो ओहम है माउंटिंग कैपेसिटेंस का वैल्यू 2 पिको फेरेड है इसका सीरीज और पैरेलल रिजोनेटिंग फ्रिकवेंसीस कैलकुलेट करना है तो यह प्रश्न और इसका उत्तर दोनों ही आसान है तो हमें Cm दिया गया है और हमें Fs निकालना है जिस का फार्मूला 1 by 2 pi under root of L C है तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप को 1125 मेगा हर्ट्ज़ मिलेगा तो कैसे यदि आप देखें तो L का वैल्यू 2 हेनरी है C 001 है और हमें लिखना है 1 by 2 pi under root of 2 into 0001 into 10 12 जिसका उत्तर 1125 मेगा हर्ट्ज़ जो कि fs है अब हम जानते हैं कि fp का फार्मूला 1 by 2 pi under root of LCequivalent है तो हमें पहले Cequivalent निकालना होगा और Cequivalent निकालने के लिए हमें उसका फार्मूला पता होना चाहिए जो कि CM into C divided by CM plus C है हम CM का वैल्यू जोकि 2 पिको फेरेड है और CE जोकि 001 पिको फेरेड है तो 2 into 10 12 into 001 into 10 12 divided by 2 into 10 12 plus 001 into 10 12 का उत्तर हमें 995 into 10 15 फैरड मिलता है तो अब हमें Cequivalent का वैल्यू पता है इसे हम fp के इक्वेश्चन में सब्सीट्यूट करेंगे तो हमें 1 by 2 pi under root of L into 001 into 10 15 मिलता है जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें इसका उत्तर 1128 मेगा हर्ट्ज़ के आसपास मिलेगा अब हम एक दूसरा उदाहरण देखेंगे यह उदाहरण यूनी जंक्शन ट्रांसिस्टर का है UJT ओसीलेटर के तरफ बढ़ने से पहले हम क्रिस्टल ओसीलेटर के बारे में सारांश लेते हैं और फिर हम UJT ओसीलेटर के बारे में अगले मॉड्यूल में पढ़ेंगे तो अब तक हमने यह देखा इस तरीके से क्रिस्टल को ओसीलेटर में इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर कौन से अलग अलग तरीके के क्रिस्टल मिलते हैं जोकि पीजोइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी दिखाते हैं फिर हमने देखा कौन सा क्रिस्टल सबसे ज्यादा स्टेबल है फिर हमने देखा कि किस तरीके से हम इस क्रिस्टल को एक ओसीलेटर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं इसके फ्रीक्वेंसी के अलग फार्मूले जैसे कि Fs या Fp के फार्मूले भी देखें और फिर हमने उसके कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व करने की कोशिश की हमने यह भी देखा कि यह क्रिस्टलस काफी स्टेबल है और इसलिए इन्हें हम काफी एप्लीकेशंस में इस्तेमाल करते हैं जो हमने इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में डिस्कस किया तो अब आप फेस शिफ्ट ओसीलेटर व्हेन ब्रिज ओसीलेटर कॉलपिट्स ओसीलेटर हार्टली ओसीलेटर और क्रिस्टल ओसीलेटर के बारे में जानते हैं अगले मॉड्यूल में हम देखेंगे की यूनी जंक्शन ट्रांसिस्टर ओसीलेटर क्या होता है तो इस पर्टिकुलर क्रिस्टल ओसीलेटर के लेक्चर को हम यहां खत्म करते हैं और अगले मॉड्यूल में हम देखेंगे दूसरे तरीके के ओसीलेटरस क्या है तब तक आप इन स्लाइड्स को देखकर समझे की किस तरीके से ओसीलेटर काम करता है यदि आपके पिछले मॉड्यूलस मिस हुआ हो तो आप पीछे जाकर उन माड्यूल्स को देखें और समझे कि बरखाउजन क्राइटेरिया क्या है और किस तरीके से इन ओसीलेटरस को डिजाइन किया गया था तो अगले क्लास में मिलते हैं तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें धन्यवाद